तीसरा कार्य एक पंजीकरण है कुछ आईपी हैं जिन्हें हमने पहले ही कवर कर लिया है जिन्हें उसी समय औपचारिक पंजीकरण कॉपीराइट की आवश्यकता नहीं है जिस क्षण इसे बनाया गयाप्रकाशित किया गया है और इसे संरक्षित किया गया है ऐसे अन्य हैं जिन्हें ट्रेडमार्क और डिज़ाइन जैसे पंजीकरण की आवश्यकता होती है पेटेंट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है और पेटेंट दाखिल करने के लिए कुछ चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसे पेटेंट दर्ज करने से पहले आईपी केंद्र को शामिल करना होता है पहला कदम एक कार्य प्रकटीकरण प्राप्त करना होगा जिसे हमने पिछले सप्ताह की कक्षा में कवर किया था और कार्यशील प्रकटीकरण एक आविष्कार प्रकटीकरण प्रपत्र या आईडीएफ भरकर किया जाता है और आईडीएफ के आधार पर एक पेटेंट खोज रिपोर्ट हो सकती है जो यह देखने के लिए उत्पन्न होती है क्या पेटेंट बौद्धिक संपदा कार्यालय की जांच करेगा एक निर्णय हो सकता है कि क्या एक अंतिम विनिर्देश या पूर्ण विनिर्देश दाखिल करना है ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक पूर्ण अधिक समझ में आता है ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक पूर्ण आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है और अंत में विदेशी बाजारों में प्रवेश करने का पेटेंट लेने या नहीं लेने का एक पीसीटी आवेदन या एक सम्मेलन आवेदन द्वारा विदेशी देशों में दायर करने का निर्णय लेना होता है अब ये एक IP केंद्र के पंजीकरण संबंधी कार्य हैं आईपी को बनाए रखने में आईपी केंद्र भी शामिल था इसलिए मूल कार्य आप रिकॉर्ड कीपिंग में पाएंगे इसलिए दायर किए गए आईपी के सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसलिए समय पर नवीनीकरण किया जाता है यदि आईपी को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है तो ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है और इसे आईपी को नवीनीकृत करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे मामलों में आत्मसमर्पण भी किया जा सकता है और नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने से इसे एक परित्याग के रूप में माना जाएगा या ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां यदि दायर किए आवेदन में किसी भी कारण से कोई व्यावसायिक क्षमता नहीं आ रही है या वादा पूरा नहीं किया जा रहा है तो आवेदन वापस भी लिए जा सकता है इसलिए जब आईपी दाखिल करने की बात आती है तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड शामिल होते हैं और जैसे जैसे किसी विश्वविद्यालय का आईपी पोर्टफोलियो बढ़ता है तब आपको इसे प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे कुछ टूल की भी आवश्यकता होगी इसलिएरिकॉर्ड रखने के अलावा रखरखाव फ़ंक्शन में आईपी के लाइसेंस को रखना भी शामिल है जो पहले से ही दी गया है लाइसेंस अनन्य लाइसेंस हो सकते हैं वे गैर अनन्य लाइसेंस भी हो सकते हैं उद्योग के लोगों को आविष्कार लेने और इसका उपयोग करने की अनुमति देने के लिए गैर अनन्य लाइसेंस में एक मॉडल जिसे विश्वविद्यालय खोज सकते हैं वह है ओपन लाइसेंसिंग मॉडल लेकिन एक बार जब वे इसका व्यवसायीकरण करते हैं या एक बार जब वे राजस्व अर्जित करना शुरू करते हैं तो वे इसे विश्वविद्यालय के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं तो ओपन लाइसेंसिंग मॉडल भी हो सकते हैं जिन्हें खोजा जा सकता है और लाइसेंसिंग पैटर्न पूलके माध्यम से भी आ सकता है जहां एक विशेष तकनीक से संबंधित पेटेंट के कई मालिक एक साथ पैटर्न को एक समझ पर प्रयोग करते हैं कि वे इसे एक दूसरे के साथ साँझा करेंगे अब आईपी केंद्र का रखरखाव कार्य लाइसेंसिंग से परे हो जाता है यह प्रवर्तन पर भी जाता है जिसे हम मुकदमेबाजी कहते हैं किसी व्यक्ति को अपनी तकनीक का उपयोग करने से रोकने का पेटेंट द्वारा संरक्षित एकमात्र तरीक़ा मुकदमेबाजी करके अदालत से उस व्यक्ति को आपके पेटेंट का उपयोग करने से रोकने का एक आदेश प्राप्त करना है यह दो तरह से हो सकता है एक कुछ मामलों में आपके आईपी का उपयोग कर रहे व्यक्ति को एक सीज एंड डेजिस्ट द्वारा सूचित करना विवेकपूर्ण होगा और दूसराउसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहना क्योंकि यह आपके अधिकार द्वारा संरक्षित है पेशेवर को यह एक निर्णय लेना है कि पहले नोटिस जारी करे या सीधे जाकर उल्लंघन का मुकदमा दायर करे उल्लंघन के मुकदमे अदालत के समक्ष दायर किए जाने वाले मामले हैं जहां आप किसी व्यक्ति को अपने पेटेंट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कहते हैं वे घोषणात्मक मुक़दमे भी हो सकते हैं जो एक आईपी केंद्र के प्रवर्तन कार्य के हिस्से के रूप में आ सकते हैं हमने देखा है कि यह अनुसंधान आउटपुट है जिसे आईपी सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन शोध आउटपुट उस पर आधारित है जिसे हम एक इनपुट कहते हैं जो कि अनुसंधान व्यय है इसलिए जब तक कि कोई बजट न हो या जब तक अनुसंधान गतिविधि न हो तब तक कोई आईपी नहीं होगा जो अनुसंधान गतिविधि से बाहर आता है तो आप पाएंगे कि आपके पास एक IP केंद्र होने या पेटेंट देने या आपके द्वारा दायर किए गए पेटेंट की संख्या जमा करने और व्यावसायीकरण करने के लिए एक प्रोत्साहन है यद्यपि इस मीट्रिक और पैटर्न पर एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे आप एक शोध की मात्रा का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप पाएंगे कि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अनुसंधान में निवेश किया जाना है विश्वविद्यालय के भीतर एक शोध हो रहा है और आईपी को आगे बढ़ाने का विचार यह है कि यह अनुसंधान की संस्कृति को भी सक्षम और सुविधाजनक बनाता है तो आपको जिन चीजों के बारे में पता चलता है उनमें से एक यह है कि आईपी संरक्षण को प्रोत्साहित करके यह उस तरीके को प्रभावित कर सकता है जिस तरह से अनुसंधान आयोजित किया जाता है तो इनपुट भाग में अनुसंधान में समय संसाधन और कौशल खर्च करना शामिल है जैसा कि हमने कहा था आईपी संरक्षण वह आउटपुट है जो इस शोध से निकलने वाले परिणामों की सुरक्षा करता है आउटपुट विभिन्न स्थानों में हो सकता है यह अनुसंधान कार्य में हो सकता है जिसे प्रकाशन से पहले प्राप्त करना होगा यह पीएचडी शोध में हो सकता है यह परामर्श परियोजनाओं में हो सकता है यह उद्योग के साथ संयुक्त उद्यम में हो सकता है यह व्यवस्था में हो सकता है अन्य संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है इसलिए आईपी इनमें से किसी भी स्थान से आ सकता है और यह वह जगह है जहां आईपी केंद्र यह देखने के लिए निगरानी करेगा कि क्या कोई आविष्कार इन स्थानों से बाहर आ रहा है आईपी केंद्र का उद्देश्य क्या है हमने उल्लेख किया था कि उद्देश्य अनुसंधान व्यावसायीकरण है जो कि मुख्य उद्देश्य है और ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां भले ही कोई शोध न हो लेकिन संकाय या छात्र एक विषय के साथ आते हैं जिसे आईपी द्वारा पूर्वसूचित किया जा सकता है IP केंद्र इस बात की सुविधा दे सकता है कि IP केंद्र के उद्देश्य को वास्तविकता में अनुवादित करने के लिए IP केंद्र कैसे काम करता है और IP केंद्र के उद्देश्यों मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट संकेत होना चाहिए इसे आमतौर पर आईपी नीति बौद्धिक संपदा नीति या बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नामक एक दस्तावेज में कब्जा कर लिया जाता है आइए हम बौद्धिक संपदा नीति के बारे में देखें कि एक संस्था के लिए एक आईपी नीति क्या कर सकती है एक यह एक संस्था के अनुसंधान प्रयासों को सिंक्रनाइज़ कर सकता है एक संस्थान में विभिन्न विभाग हो सकते हैं सभी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यों में शामिल होते हैं यह नीति इसे समकालित कर सकती है क्योंकि नीति सभी से बात करने जा रही है यह उन्हें बताने जा रही है कि शोध में संलग्न होने के क्या लाभ हैं यह उन्हें बताने जा रहा है कि यदि अनुसंधान का व्यवसायीकरण हो जाता है तो राजस्व बंटवारा या लाभ का बंटवारा होने वाला है और यह कुछ ऐसा होगा जो आमतौर पर फैलाया जाएगा इसे शब्दों में कैद किया जाएगा और यह एक दस्तावेज होगा जो विश्वविद्यालय में सभी के लिए साझा किया गया है ताकि जब अनुसंधान के समझ और व्यावसायीकरण की बात हो तो हर कोई एक ही स्तर पर हो यह आईपी केंद्र के मिशन को संस्था के मिशन के साथ संरेखित करने में भी मदद करेगा जैसा कि संस्थान ने आमतौर पर शिक्षण और अनुसंधान के रूप में उद्देश्यों को देखा है और एक उच्च शैक्षणिक संस्थान के ये सामान्य उद्देश्य हैं अब आईपी केंद्र मिशन को संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए तो यह वही है जो हम कहते हैं कि आईपी केंद्र और संस्थान जो कर रहा है उसमें एक संरेखण होना चाहिए इसलिए इसे आईपी नीति में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए आईपी नीति अनुसंधान आउटपुट की गुणवत्ता और मात्रा को भी प्रभावित कर सकती है आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि नीति केवल ऐसा कैसे कर सकती है क्योंकि नीति को भविष्य के रोड मैप के रूप में देखा जाता है और नीति को एक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाता है जो अच्छी प्रथाओं को पकड़ता है जब आप आईपी नीति में उल्लेख करते हैं कि पेटेंट को शोध के ढाँचे के लिए दायर किया जाएगा और जब उनका व्यावसायीकरण किया जाता है तो राजस्व को अन्वेषकों के साथ साझा किया जाएगा तब उनके शोध लोगों को गुणवत्ता और मात्रा को देखने के लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है नीति दस्तावेज आईपी सेंटर के मिशन स्टेटमेंट को स्पष्ट कर सकता है आईपी केंद्र सेवा प्रदान करता है और अधिकांश आईपी केंद्रों में सेवा पूरी तरह से संस्था द्वारा दी जाती है जब तक कि आईपी केंद्र व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व अर्जित करना शुरू नहीं करता है और आईपी केंद्र आर्थिक विकास भी करता है यह रोजगार पैदा करता है इसमें वृद्धि के लिए रास्ते हैं और आईपी केंद्र विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच एक सुविधा केंद्र के रूप में भी कार्य करता है एक आईपी केंद्र का मिशन आम तौर पर वाणिज्यिक अनुसंधान उपभोक्ता विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए उद्योग के अनुसंधान परिणामों को उद्योग में स्थानांतरित करने में शोधकर्ताओं की सेवा करने और उनकी सहायता करने जैसा कुछ हो सकता है यह मोटे तौर पर संदेश मिशन स्टेटमेंट है लेकिन यह एक आईपी सेंटर का मिशन स्टेटमेंटहो सकता है आईपी नीति को सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार करना चाहिए हम समझते हैं कि आईपी केंद्र एक शैक्षणिक वातावरण में व्यवसाय अधिकारी हैं लेकिन अगर सामाजिक जिम्मेदारी वाले हिस्से को अच्छी तरह से व्यक्त किया जाता है तो वे सीएसआर फंडिंग के लिए पात्र बन सकते हैं वे अन्य फ़ंड्ज़ के लिए भी पात्र बन सकते हैं जो वहां हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए 2030 के सतत विकास लक्ष्य भी इनके साथ शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थायी विकास लक्ष्य क्या हैं इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी वास्तव में आईपी केंद्रों की भूमिका को कुछ इस तरह बनाएगी जिससे समाज को भी लाभ होगा इसलिए हम केवल पैटर्न दाखिल करने और उनका व्यवसायीकरण नहीं देख रहे हैं बल्कि संस्था की अनुसंधान गतिविधियों में एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है जिसे आईपी नीति में स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है और विश्वविद्यालय उन चीजों के अनुसंधान में भी संलग्न हो सकता है जो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए रुचि रखते हैं अब एक आईपी नीति में क्या होगा हम एक आईपी नीति की संरचना को देखते हैं आईपी नीति एक प्रस्तावना के साथ शुरू होगी इसमें उद्देश्य होंगे इसकी परिभाषाएँ स्पष्ट होंगी कॉपीराइट क्या है पेटेंट बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है इसकी विभिन्न परिभाषाएँ गोपनीय जानकारी होगी इसमें IP के स्वामित्व पर प्रावधान होगा जो IP का मालिक है और यहाँ कुछ अंतर हो सकता है जब कॉपीराइट की बात आती है तो संस्था कह सकती है कि कॉपीराइट का स्वामित्व उन प्रोफेसरों और छात्रों के पास होगा जिन्होंने सामग्री का निर्माण किया है जब यह पेटेंट की बात आती है तो हो सकता है कि संस्थान इसे धारण करे इसलिए आपका संस्थान इन अधिकारों के निर्माण और स्वामित्व में शामिल मतभेदों को जानते हुए इन विविधताओं का निर्माण कर सकता है वहाँ आईपी नीति को एक बयान पर कब्जा करना चाहिए जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व को विश्वविद्यालय के प्रत्येक हितधारक के लिए बहुत स्पष्ट करता है आईपी प्रशासन जिसे हम आईपी प्रबंधन कहते हैं क्या कुछ ऐसा है जिसे स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना है कि कैसे खुलासे को एकत्रित किया जाना है एक आईपी समिति होनी चाहिए जो आईपी दाखिल करने के लिए किये जाने वाले निवेश पर निर्णय ले सकती है आईपी समिति उन उदाहरणों को भी देखेगी कि एक आविष्कार को स्थानीय रूप से संरक्षित किया जाना है या इसे साथ ही साथ विदेशों में भी संरक्षित किया जाना है आईपी समिति आमतौर पर संकाय सदस्यों द्वारा गठित की जाएगी आईपी से जुड़े किसी मामले पर निर्णय लेने के समय वे इकट्ठे होते हैं प्रकटीकरण का मूल्यांकन आईपी केंद्र द्वारा किए गए आईपी प्रशासन से संबंधित है एक विदेशी आवेदन दाखिल करना पीसीटी फाइलिंग कहलाता हैजिसे आईपी नीति में प्रदान किया जाना है नवीनीकरण रूपांतरण असाइनमेंट और आईपी नीति के लिए इन चीजों को वर्तनी की आवश्यकता है रूपांतरण भाग एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर एक आईपी नीति में उपेक्षित किया जाता है ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां नियमित तरीके से एक प्रोविजनल आवेदन करके पेटेंट दायर किया जाता है क्योंकि प्रोविजनल आमतौर पर जल्दी में दर्ज किए जाते हैं लेकिन यदि आप प्रोविजनल फाइल करते हैं तो इसके 12 महीने के समय के भीतर पूर्ण आवेदन किया जाएगा हालांकि प्रोविजनल को आपातकालीन स्थिति में दायर किया जाना थाआईपी नीति स्पष्ट कर सकती है कि पूर्ण आवेदन से पहले पेटेंट योग्य खोज होनी चाहिए पेटेंट अनुसंधान वास्तव में आईपी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है इसलिए यदि विश्वविद्यालयों को आईपी के व्यवसायीकरण में समस्या हो रही है तो यह आईपी की गुणवत्ता के कारण भी हो सकता है उद्योग को एक आईपी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने की क्षमता के लिए जाना जाता है यदि आईपी की गुणवत्ता खराब है या यदि उद्योग को लगता है कि ये पेटेंट हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है या यदि उद्योग को लगता है कि इन पेटेंटों के आसपास काम करने का एक तरीका हैतो हो सकता है कि उद्योग एक विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी न करे इसलिए इन सभी कारणों के लिए पेटेंट को एक ऐसे तरीके से दाखिल करना होता है जिसमें यह आविष्कार को प्रभावी ढंग से पकड़ता है एक प्रोविजनल का एक पूर्ण में रूपांतरण होने से पहले यह निर्णय लिया जाता है या एक ऑडिट किया जाता है और पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्टबनानी होती है नीति व्यवसायीकरण भी उपलब्ध कराएगी इसके अलग अलग साधन हैं जिनके द्वारा इसे लाइसेंस देकर इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है और मैंने पहले ही सुझाव दिया था कि खुली लाइसेंसिंग एक मॉडल है जिसे विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालय को विचार करना चाहिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वे साधन हैं जिनके द्वारा ऐसा हो सकता है और प्रसार भी हो सकता है क्योंकि प्रसार ही एक ऐसा तरीका है जिसमें आविष्कार का व्यवसायीकरण या विस्तार किया जा सकता है रिकॉर्ड कीपिंगएक ऐसा फंक्शन है जिसे आईपी नीति में दर्ज करना होता है कि रिकॉर्ड कैसे रखे जाएंगे और उन्हें कहां स्टोर किया जाएगा क्या इसे सेंट्रली मैनेज किया जाएगा गोपनीयता क्योंकि आईपी में काफी गोपनीय जानकारी शामिल होती है और आपको तीसरे पक्ष के सामने प्रकटीकरण की ही एक नीति रखनी पड़ सकती है क्योंकि प्रत्येक प्रकटीकरण जो एक गैर सरकारी समझौते द्वारा संरक्षित है किसी पेटेंट को अमान्य नहीं करता इसका उपयोग पेटेंट नवीनता को मारने के लिए नहीं किया जा सकता है तो एक गैर प्रकटीकरण समझौते के माध्यम से आने वाले सभी खुलासे सुरक्षित हैं और यह एक आविष्कार की नवीनता को प्रभावित नहीं करता है इसलिए गोपनीय भाग में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए राजस्व बंटवारे पर एक बयान देना होगा राजस्व बँटवारा एक ऐसी चीज़ है जो विश्वविद्यालय कर रहे हैं लेकिन फिर लाभ साझाकरण की बात भी आती है जहाँ विश्वविद्यालय केवल लाभ को साझा करेगा जिसका अर्थ है कि पेटेंट दाखिल करने और नवीनीकरण करने में किए गए सभी खर्चों में कटौती की जाती है और लाभ जो आता हैउसे साँझा करना है प्रवर्तन प्रवर्तन के लिए नीति प्रदान करनी होती है कि वह विवाद समाधान के लिए क्या उपाय करेगा तीसरे पक्ष के साथ कैसे शामिल होगा और कैसे इसे आगे ले जाएगा विवाद समाधान से हम आईपी के संबंध में विवादों को संदर्भित करते हैं जो संस्था के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं विवादों को सुलझाने के लिए एक आंतरिक तंत्र होना चाहिए आईपी सेंटर की आवश्यकता हमने देखा है कि विनियामक आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और वे कभी कभी संस्थान मिशन से ही आ सकते हैं यदि संस्थान अनुसंधान में शामिल है तो इसकी आवश्यकता है शोध और संस्थान के परिणामों की रक्षा करने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि किस प्रकार के अनुसंधान का व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए आम तौर पर बुनियादी अनुसंधान का व्यवसायीकरण नहीं होता है यह केवल लागू किया गया शोध होता है जो वाणिज्यिक हो जाता है और जैसा कि हमने कहा कि प्रसार को ही व्यावसायीकरण माना जा सकता है आईपी केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो गुणवत्ता और शोध की मात्रा को देख सकता है तो यह विश्वविद्यालय के भीतर एक आंतरिक अंग बन जाता है जो गुणवत्ता और शोध की मात्रा को देख सकता है आईपी केंद्र के प्रकार की पसंद संस्थान में किए जा रहे शोध की मात्रा पर निर्भर कर सकती है आपके पास तीन प्रकार के आईपी केंद्र हो सकते हैं आपके पास एक आंतरिक आईपी केंद्र हो सकता है आईपी केंद्र ने संस्थान के भीतर से रन और फ़ंक्शन स्थापित किए हैं आपके पास एक बाहरी आईपी केंद्र हो सकता है आईपी केंद्र किसी तीसरे पक्ष द्वारा चलाया जाता है संस्थान के भीतर इसका कोई कार्यालय नहीं है इसे पूरी तरह से तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है आप एक मिश्रित मॉडल भी रख सकते हैं मिश्रित मॉडल वह जगह है जहां एक छोटा सा कार्यालय होता है लेकिन इसका एक आंतरिक भाग होता है लेकिन आंतरिक भाग सभी कार्यों को नहीं करता है हम देखते हैं कि एक आईपी केंद्र कई कार्य करता है तो आंतरिक कार्य कम होते हैंबल्कि यह आंतरिक और बाहरी का मिश्रण है कुछ कार्य टीम द्वारा किए जाते हैं आंतरिक रूप से अन्य कार्यों को तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता को सौंप दिया जाता है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रबंधकों का संगठन AUTM सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आगे बढ़ाने के चार कारणों को सूचीबद्ध करता है 1 जनता की भलाई के लिए अनुसंधान का व्यावसायीकरण 2 एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होने से आप उच्च गुणवत्ता वाले शोधकर्ताओं को बनाए रखने और भर्ती करने के लिए पुरस्कृत कर सकते हैं यह उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और यह आगे के अनुसंधान के लिए आय उत्पन्न करता है किसी संस्थान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में क्यों शामिल होना चाहिए या विश्वविद्यालय को आईपी केंद्र स्थापित करने या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल करने की क्या आवश्यकता या क्या लाभ है पहली बात यह है कि एक सार्वजनिक रूप से अच्छा परिप्रेक्ष्य है क्योंकि किए गए सभी शोध संरक्षित हैं और यह बाजार तक पहुंचता है इसलिए विश्वविद्यालय के भीतर जो कुछ भी होता है वह वहां नहीं रहता है इसे बाजार में ले जाया जाता है और इसमें जनता की भागीदारी अच्छी होती है AUTM का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हमें बताता है कि गुणवत्ता शोधकर्ताओं को पुरस्कृत करने और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में संलग्न लोगों को बनाए रखने और भर्ती करने का एक तरीका भी बन सकता है इसलिए अगर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संस्कृति है तो ऐसे सेटअप होने जा रहे हैं जिनके द्वारा हम गुणवत्ता अनुसंधान की पहचान करते हैं हम उन उत्पादों की पहचान करते हैं जो गुणवत्ता अनुसंधान से निकलते हैं हम उनकी रक्षा करते हैं और हम उनका व्यावसायीकरण करते हैं और जब उनका व्यवसायीकरण होता है तो एक भाग शोधकर्ताओं को रॉयल्टी के रूप में वापस भुगतान किया जाता है इसलिए जब यह संस्कृति वहां है तो AUTM हमें बताता है कि यह विश्वविद्यालय की बेहतर प्रतिभा को आकर्षित कर सकता है घनिष्ठ संबंधों का निर्माण एक स्पष्ट परिणाम है क्योंकि एक बार जब विश्वविद्यालय अपने शोध का व्यवसायीकरण और अपने उद्योग द्वारा पेटेंट की जाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रचार करना शुरू कर देता हैतो इसे विश्वविद्यालय के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में दिलचस्पी होगी और अनुसंधान से उत्पन्न धन को केंद्र चलाने में और आगे के शोध में भी प्रयोग में लिया जा सकता है आइए देखें आपके पास किस प्रकार के आईपी केंद्रों के हो सकते हैं एक पूर्ण विकसित आईपी केंद्र चलाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के पेशेवरों को ढूँढते हैं आपको वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि वाले लोगों की प्रलेखन या कानूनी दस्तावेज के विभिन्न पहलुओं को देख सकने के लिए वक़ील की व्यावसायीकरण परिप्रेक्ष्य और क्षमता को देख सकने के लिए व्यवसाय प्रबंधकों की और पेटेंट एजेंटों की आवश्यकता है तो वास्तव में आपको चार डोमेन के लोगों की आवश्यकता होती है वैज्ञानिक डोमेन कानूनी डोमेन प्रबंधकीय डोमेन एमबीए या स्नातक जिनके पास व्यवसाय प्रबंधन में एक पृष्ठभूमि है और आपको उन लोगों के पास होने की आवश्यकता है जो कानून और विज्ञान के इंटरफ़ेस पर हैं जिन्हें हम पेटेंट वकीलों या पेटेंट एजेंटों के रूप में कहते हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि आंतरिक IPM केंद्र या IP केंद्र ऐसी विशिष्ट IPM cells हैं जैसी आपको भारत में कई सार्वजनिक रिफंड किए गए विश्वविद्यालयों में मिलेंगी ये विश्वविद्यालय के भीतर से प्रशासित होती हैं एक सेवा प्रदाता या एक कंपनी बाह्य हो सकती है जो एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी संस्थान या विश्वविद्यालय के लिए आईपी केंद्र चलाएगी यह एक मिश्रित किस्म की IPM सेल एक छोटी या नवजात IPM सेल है और यह किसी कंपनी या लॉ फर्म के साथ काम करने के लिए इंटरैक्ट करता है आंतरिक आवश्यक बुनियादी ढाँचे के लिए वहाँ उपकरण कमरा स्टाफ और अन्य सभी चीज़ें आवश्यक है जो हमने पिछले सप्ताह देखी थी और बाहरी या मिश्रित के लिए बुनियादी ढाँचा सीमित भी हो सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय के साथ दूरस्थ रूप से पेशेवर काम कर रहे हैं आईपी सेंटर की लागत पर हमने पहले ही पिछले हफ़्ते बात की थी AUTM 2003 का वार्षिक लाइसेंसिंग सर्वेक्षण अनुसंधान गतिविधियों में खर्च होने वाले प्रत्येक 2 मिलियन डॉलर के लिए एक औपचारिक प्रकटीकरण अनुमान लगाता है यह गणना इनपुट के आधार पर की जाती है मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया था कि इनपुट अनुसंधान खर्च है इसलिए सर्वेक्षण हमें बताता है कि अनुसंधान में होने वाले प्रत्येक 2 मिलियन डॉलर खर्च में खोज प्रयोगशालाएं स्थापित करना वेतन के लिए भुगतान करना शामिल है शोधकर्ताओं के लिए सब कुछ एक औपचारिक प्रकटीकरण है और प्रत्येक 5 मिलियन डॉलर के लिए एक अमेरिकी पेटेंट दायर किया जाता है आपके समझने के लिए यह डेटा है कि आईपीआर के आउटपुट के रूप में आने से पहले एक इनपुट होता है और अनुसंधान में खर्च होने वाले प्रत्येक 85 मिलियन के लिए एक तकनीकी हस्तांतरण या लाइसेंसिंग समझौता दर्ज किया जाता है तो आप आईपी या सुरक्षा के आने से पहले निवेश की राशि देख सकते हैं मोटे तौर पर यदि किसी संस्थान में 100 मिलियन डॉलर का शोध बजट है तो आपको 50 खुलासे मिल सकते हैं आप 20 पेटेंट आवेदन दायर कर सकते हैं और आप उनमें से 11 या 12 के लिए उद्योग का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं आप समझेंगे कि इस पैमाने पर संचालन के लिए एक विश्वविद्यालय के लिए आईपी केंद्र को दीर्घकालिक निवेश करना पड़ता है क्योंकि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के कारण इसमें शामिल खर्च होते हैं यह अनुसंधान से जुड़ा हुआ है इसे आप कुछ वर्षों के लिए चला कर फिर बंद नहीं कर सकते हैं इसलिए इसमें दीर्घकालिक निवेश होना चाहिए यह कहा जाता है कि एक लाइसेंस प्राप्त उत्पाद प्रौद्योगिकी के लिए एक बिक्री योग्य उत्पाद बनने में 5 साल लगते हैं इसलिए निवेश करने और निवेश को वापस लेने के बीच एक लंबे समय का अंतर है यह एक ऐसी चीज है जिसे संस्थान में स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि जो संस्थान एक आईपी केंद्र स्थापित करने में पैसा खर्च करता है उसे कुछ समय बाद ही मुनाफा मिलने लगता है आईपीसी या आईपी केंद्रों को सफल होने के लिए 7 से 10 वर्षों की आवश्यकता होती है इसलिए राजस्व के सेट होने तक विश्वविद्यालय को कार्यालय के खर्चों पर सब्सिडी देनी होगी यदि यह आंतरिक नहीं है तो अन्य विकल्प भी होते हैं क्योंकि हमने देखा था कि बाहरी मॉडल के बारे में भी पता लगाया जा सकता है क्योंकि संस्थान के लिए लंबे समय के निवेश का पसंदीदा मॉडल पेटेंट दाखिल करने और एक नई संस्कृति शुरू करने पर विचार कर रहा है तो बाहरी संगठनों से निपटने के लिए यह एक तदर्थ आधार उनके लिए अधिक व्यवहार्य होगा यह एक छोटा कार्यालय स्थापित करना लागत में कमी लाएगा और तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं और हितधारकों के बीच संपर्क का काम कर सकते हैं कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान एक साथ आ सकते हैं और एक सामान्य आईपी केंद्र स्थापित कर सकते हैं हमारे पास कोचिन विश्वविद्यालय में एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है जिसे IUCIPRS कहा जाता है इसलिए अगर आईपी केंद्र एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र में होता है तो यह एक आईपी केंद्र स्थापित करने की लागत को भी कम कर सकता है और आपके पास सरकार द्वारा वित्त पोषित आईपी केंद्र भी हो सकते हैं जैसे यदि सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में एक साँझा आईपी केंद्र हैतो यह अन्य सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए भी सुविधा प्रदान कर सकता है हमने अभी देखा कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकार अनुसंधान आउटपुट से जुड़े हैं और कैसे अनुसंधान आउटपुट अनुसंधान से जुड़ा हुआ है इसलिए जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कई लोगों के लिए कई चीजें हैं लेकिन मोटे तौर पर हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच किसी तरह के सहयोग को देख रहे हैं और परिभाषा के अनुसार नवाचार में एक सामूहिक चरित्र है ताकि खुले नवाचार मॉडल हों नवाचार या एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ज्ञान का प्रसार है इसलिए इसे इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था में नए ज्ञान का प्रसार हो और वहाँ सिर्फ R और D खर्च महत्वपूर्ण ना हो लेकिन क्षैतिज बाधाओं के पार ज्ञान का प्रसार करने में राज्य कुछ जोखिम लेता हो